पेटेंट खोज रिपोर्ट एक बार पेटेंटबिलिटी सर्च करने के बाद खोजकर्ता एक रिपोर्ट तैयार करेगा पेटेंट खोज रिपोर्ट एक बार पेटेंटबिलिटी सर्च करने के बाद खोजकर्ता एक रिपोर्ट तैयार करेगा रिपोर्ट में आमतौर पर निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाएगा यह एक खोज के विषय वस्तु को विस्तृत करेगा यह उन संदर्भों का विस्तार करेगा जो खोजकर्ता ने खोज के दौरान पायी थी इसमें उन संदर्भों पर चर्चा होगी जो अधिक प्रासंगिक हैं और इसमें पेटेंट के मानदंडों पर एक संक्षिप्त चर्चा भी शामिल होगी कि नवीनता क्या है आविष्कारशील कदम क्या है और औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है रिपोर्ट में आमतौर पर निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाएगा यह एक खोज के विषय वस्तु को विस्तृत करेगा यह उन संदर्भों का विस्तार करेगा जो खोजकर्ता ने खोज के दौरान पायी थी इसमें उन संदर्भों पर चर्चा होगी जो अधिक प्रासंगिक हैं और इसमें पेटेंट के मानदंडों पर एक संक्षिप्त चर्चा भी शामिल होगी कि नवीनता क्या है आविष्कारशील कदम क्या है और औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है रिपोर्ट में निष्कर्ष होगा कि क्या निष्कर्ष अनुकूल है रिपोर्ट में निष्कर्ष होगा कि क्या निष्कर्ष अनुकूल है अनुकूल का मतलब है कि आविष्कार का पेटेंट कराया जा सकता है अनुकूल का मतलब है कि आविष्कार का पेटेंट कराया जा सकता है यह निष्कर्ष नकारात्मक हो सकता है जिसमें कहा जा सकता है कि आविष्कार को पेटेंट नहीं किया जा सकता है या पेटेंट योग्य नहीं है और निष्कर्ष यह कहते हुए भी तटस्थ हो सकता है कि पेटेंट कराने के सही अवसर हैं लेकिन वे इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं और रिपोर्ट यह कहकर समाप्त हो जाएगी कि लेखक ने कहा है कि इस रिपोर्ट की कुछ सीमाएं हैं यह निष्कर्ष नकारात्मक हो सकता है जिसमें कहा जा सकता है कि आविष्कार को पेटेंट नहीं किया जा सकता है या पेटेंट योग्य नहीं है और निष्कर्ष यह कहते हुए भी तटस्थ हो सकता है कि पेटेंट कराने के सही अवसर हैं लेकिन वे इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं और रिपोर्ट यह कहकर समाप्त हो जाएगी कि लेखक ने कहा है कि इस रिपोर्ट की कुछ सीमाएं हैं ऐसे कारण हैं कि कुछ पेशेवर पेटेंट खोज रिपोर्ट के बारे में संवाद नहीं करते हैं जब खोज नकारात्मक हो जाती है तो खोज के परिणाम बताते हैं कि आप इस आविष्कार को पेटेंट नहीं करा सकते ऐसे कारण हैं कि कुछ पेशेवर पेटेंट खोज रिपोर्ट के बारे में संवाद नहीं करते हैं जब खोज नकारात्मक हो जाती है तो खोज के परिणाम बताते हैं कि आप इस आविष्कार को पेटेंट नहीं करा सकते वे संवाद नहीं करते हैं इसका एक कारण यह है कि पेशेवर खोज करते हुए गलती कर सकते थे और वे ग्राहक को लिखित रूप में यह कहने के लिए कुछ नहीं देना चाहते कि इस विशेष आविष्कार का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है वे संवाद नहीं करते हैं इसका एक कारण यह है कि पेशेवर खोज करते हुए गलती कर सकते थे और वे ग्राहक को लिखित रूप में यह कहने के लिए कुछ नहीं देना चाहते कि इस विशेष आविष्कार का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है इसके अतिरिक्त यदि यह जानकारी बाहर आ जाती है तो इसे ग्राहक के खिलाफ मुकदमेबाजी में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बाद में मंच पर यह कहा जा सके इस ग्राहक को वास्तव में एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि यह पेटेंट योग्य नहीं है और फिर भी उसने आगे बढ़कर कुछ तरीकों से पेटेंट प्राप्त कर लिया इसके अतिरिक्त यदि यह जानकारी बाहर आ जाती है तो इसे ग्राहक के खिलाफ मुकदमेबाजी में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बाद में मंच पर यह कहा जा सके इस ग्राहक को वास्तव में एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि यह पेटेंट योग्य नहीं है और फिर भी उसने आगे बढ़कर कुछ तरीकों से पेटेंट प्राप्त कर लिया और हमने पहले ही उल्लेख किया था कि एक पूर्ण पेटेंटबिलिटी खोज जैसी कोई चीज नहीं है और हमने पहले ही उल्लेख किया था कि एक पूर्ण पेटेंटबिलिटी खोज जैसी कोई चीज नहीं है तो रिपोर्ट एक नकारात्मक रिपोर्ट आम तौर पर लिखित रूप में नहीं दी जाती है कुछ पेशेवर सिर्फ इस कारण से फोन पर संवाद करते हैं तो रिपोर्ट एक नकारात्मक रिपोर्ट आम तौर पर लिखित रूप में नहीं दी जाती है कुछ पेशेवर सिर्फ इस कारण से फोन पर संवाद करते हैं